CMOS Logic सभी को नमस्कार आज हमCMOS लॉजिक डिस्कस करेंगे पिछले क्लास में हमने TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक बेस्ड सर्किटस के बारे में डिस्कस किया था हम CMOS लॉजिक देखेंगे उसके अलग कॉन्फ़िगरेशन जैसे की ट्राइस्टेट और ओपन ड्रेन के बारे में देखेंगे जब उसे TTL के साथ एक सर्किट में इस्तेमाल करेंगे तो उसे कैसे इंटरफ़ेस करेंगे पर सबसे पहले हम एक ब्रिफ डिस्कशन NMOS लॉजिक के ऊपर से शुरुआत करेंगे MOS डिवाइस जैसे कि आप जानते हैं वह एक फील्ड इफेक्ट डिवाइस है जो हाई इनपुट इंपेडेंस ऑफर करता है क्योंकि उसका जो इनपुट है वह एक इंसुलेटर ऑक्साइड लेयर से कनेक्टड है उसे एक इनवर्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही जैसे हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड BJT बेस्ड इनवर्टर देखा था केवल उसमें एक एक्सेप्शन रहेगा की RB की जरूरत नहीं है तो यह सिमिलर है जैसे हमने पिछले केस में देखा था तो RC है पर RB की जरूरत नहीं है इसलिए क्योंकि वह एक इंसुलेटर से कनेक्टड है उसका इनपुट इंपेडेंस काफी हाई है यह एक n चैनल एनहैंसमेंट मोड MOSFET है जो हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं n चैनल यूज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हायर मोबिलिटी है एनहैंसमेंट का मतलब जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं को उसके कारण एक n चैनल फॉर्म होता है और जब तक यह वोल्टेज उस से ज्यादा रहता है तो चैनल मौजूद रहता है और करंट फ्लो होता है और अगर यह थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रहा तो चैनल फॉर्म नहीं होता है और करंट फ्लो नहीं होता है तो Vi को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होना होगा या फिर VGS को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होना होगा यह आपका ड्रेन है यह गेट है और यह सोर्स है तो यदि आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं तो करंट शुरुआत में लिनियरली बढ़ेगा पर कुछ देर बाद एक इफेक्ट है जिसे हम पिंच ऑफ इफेक्ट कहते हैं जहां VDS इक्वल टू VGS माइनस VT होता है तो उस वक्त इस इफ़ेक्ट के कारण जब VDS VGS माइनस VTसे ज्यादा बढ़ने लगता हैं तो ड्रेन करंट ID कांस्टेंट हो जाता है जो ड्रेन करंट यहां पर कांस्टेंट है उसे हम सैचुरेशन कहते हैं जोकि सैचुरेशन रीजन से अलग है जो हमने डिस्कस किया था बाइपोलर जंक्शन ट्रांसिस्टर के केस में जहां IC वर्सेस VCE के कर्व में हमने देखा था जब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE 02 या 01 वोल्ट होता है तो B C जंक्शन और B E जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायअस्ड होते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में इस रीजन को सैचुरेशन रीजन कहते हैं तो जो यह डिफरेंस है वह नोट करना है और हमें कंफ्यूज नहीं होना है इस रीजन में जब VGS इस ग्रेटर दैनis greater than VT करंट बढ़ने लगता है जैसे हम VDS का वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसे लीनियर रीजन या फिर ट्रायोड रीजन कहते हैं और इसके लिए हमारे पास दो अलग इक्वेशंस है यह एक इक्वेशन है जो कि सैचुरेशन रीजन में है तो सैचुरेशन रीजन एक्टिव रीजन के समान है जो हमने पहले डिस्कस किया था यही इक्वेशन हम कुछ देर बाद यूज़ करेंगे तो हमें अभी सिर्फ ध्यान रखना है इस CMOS के डिस्कशन के लिए और यह वह इक्वेशन है जो लीनियर रीजन के लिए आता है NMOS बेस्ड लॉजिक डेवलपमेंट में रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्योंकि रेजिस्टेंस अभी काफी हाई है तो यह हाई रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग काफी स्पेस लेता है तो उसके बजाय NMOS ड्राइवर बेस्ड NMOS ट्रांसिस्टर बेस्ट लोड विद गेट सोर्स गेट और ड्रेन कनेक्टेड इस तरीके से वह एप्रोक्सीमेटली लीनियर रहता है जब यह VGS और VDS कांस्टेंट रहता है तो आप देख सकते हैं की करंट का वेरिएशन वोल्टेज के साथ एप्रोक्सीमेटली लीनियर है तो इसे हम यूज करते हैं एक्चुअल रजिस्टर एस अ लोड के बजाय तो उसे कम स्पेसलगता है NMOS गेट से NOR लॉजिक और NAND लॉजिक का डेवलपमेंट के लिए आपके पास यह पर्टिकुलर इनवर्टर है जो कि समान है उससे जैसे हमने RTL सर्किट के केस में देखा था या फिर इलेक्ट्रिकल स्विच बेस्ड सर्किट मैं देखा था NOR के लिए एक दूसरा ट्रांसिस्टर रहेगा जो पैरेलल में आएगा और NAND के लिए दूसरा ट्रांसिस्टर आएगा जो की सीरीज में रहेगा तो यह स्टैंडर्ड चीज है जो हमने फॉलो किया है ऐसा ही सिमिलर चीज NMOS बेस्ड लॉजिक गेट डेवलपमेंट के लिए भी किया है पर एक इशू है जिसका हमें ध्यान रखना है वह यह कि जब यह ट्रांसिस्टर ऑन है यानी T1 ऑन है तो रेजिस्टेंसस को काफी कम होना होगा ट्रांजिस्टर 2 से ऑफर होने वाला रेसिस्टेंट के कंपैरिजन में नहीं तो आउटपुट सफिशिएंटली लो कंसीडर नहीं होगा तो अगर दोनों सेम रहा तो क्या होगा तो आउटपुट 05 याने की VSS का 50 होगा जो कि सफिशिएंटली लो नहीं है तो हमें उसे जितना लो कर सकते हैं उतना लो करना है तो यह T1 रजिस्टेंस सफिशिएंटली कम रहेगा T2 के ऑफर किए हुए रेसिस्टेंट के कंपैरिजन में इसका हमें ध्यान रखना है इसी वजह से NMOS बेस्ट सर्किट में हमें एक इशू है जोकि आउटपुट जहां कैपेसिटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण नेक्स्ट स्टेज का करंट है वह काफी लो रहता है पीको एंपियर के रेंज में तो इस कैपेसिटर का जो चार्जिंग है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू वह रिलेटिवली ज्यादा टाइम लेता है डिसचार्जिंग के कंपैरिजन में तो यह स्पीड को लिमिट करता है जिसके वजह से असिमेट्री होता है तो हम NMOS बेस्ड लॉजिक इनवर्टर सर्किट से CMOS बेस्ड सर्किट के तरफ जा रहे हैं जहां यह पार्टिकुलर पार्ट को हम रिप्लेस कर रहे PMOS से तो PMOS कैसे चलता है NMOS का जब हम वर्किंग देखते हैं तो बेसिकली हम पॉजिटिव वोल्टेज को प्लेस कर रहे हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और एक n चैनल फॉर्म होता है और करंट कंडक्ट होता है PMOS के केस में क्या होगा यहां हम एक चैनल फॉर्म करेंगे जो कि होलस से बना हुआ है तो एक रिलेटिवली नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना होता है अगर उसका सोर्स और सबस्ट्रेट पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्टेड है मान लो 10 वोल्ट तो इस PMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है फिर 8 वोल्ट या उससे भी कम लगेगा इनपुट साइड पर फिर ही PMOS चैनल फॉर्म होगा और वह कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो जब वह जो है इस 8 वोल्ट से काफी कम तो चैनल फॉर्म होता है तो PMOS ऑन रहेगा और जब वह लो है याने की 2 वोल्ट से कम तो NMOS ऑफ रहेगा दूसरा कि यह कि जब वह 10 वोल्ट रहेगा तो यह 10 वोल्ट है और यह भी 10 वोल्ट है तो यह पर्टिकुलर जंक्शन सफिशिएंटली नेगेटिव नहीं है तो p चैनल फॉर्म होता है और यह सफिशिएंटली पॉजिटिव है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर तो n चैनल फॉर्म होगा तो एक वक्त पर NMOS या PMOS ऑन रहेगा केवल ट्रांसीशन या स्विचिंग के टाइम पर दोनों साथ में ऑन हो सकता है इसके वजह से यह PMOS कुछ इस तरीके से बनाया गया है हालांकि होलस का मोबिलिटी कम है आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों के लिए सिमिट्रिकल है और उसका रेंज 1 किलो ओहम है उसका चार्जिंग और डिसचार्जिंग काफी फास्ट है जो हमने पहले देखा था उसके कंपैरिजन में एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि यदि यह 0 हो या 1 हो इस पात में कोई पावर कंजप्शन नहीं होता है केवल स्विचिंग के समय पर थोड़ा सा पावर कंजप्शन होगा जहां स्विचिंग के दौरान जब या कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा होगा स्टैटिक कंडीशन में जैसे हमने पहले देखा था कि जब वह ऑन रहता था तो करंट फ्लो होता था तो वैसे सिचुएशन यहां पर नहीं होती है और ऐसे CMOS का इनपुट रजिस्टस काफी हाई होता है जिसका रेंज 1 टू द पावर 12 ओहम है और कैपेसिटेंस का रेंज 5 पिको फेरेड है यह कैपेसिटेंस शॅन्ट के तौर पर आएगा इसी के साथ हम CMOS ट्रांसफर कैरेक्टरस्टिक्स की शुरुआत करते हैं यदि हम CMOS ट्रांसफर कैरेक्टरस्टिक्स देखें तो यह Vi वर्सेस Vo का प्लॉट है और उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट जोंस है तो पहला केस जो हम देख रहे हैं वह है जब इनपुट वोल्टेज NMOS के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो उस वक्त क्या होता है NMOS का जो T1 वह ऑफ है और उस वक्त यह सफिशिएंटली स्मॉल है तो अगर वह 0 वोल्ट या 2 वोल्ट है तो 10 माइनस 0 वोल्ट या 2 वोल्ट तो वह सफिशिएंटली स्माल है और एक पॉजिटिव चैनल फॉर्म होता है जिसके लिए T2 ऑन रहता है तो यह है जो आप यहां देखते हैं अगला केस जहां इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट से ज्यादा है जिसका मतलब p चैनल प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है वह थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो जब Vi 8 वोल्ट से ज्यादा है स्लाइड करेक्शन Vi ≥ VSS VT तो क्या हो रहा है T2 ऑफ है पर उस वक्त n चैनल के पास वोल्टेज है जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है जिसके लिए T1 ऑन रहेगा तो यह दो एक्सट्रीम केसेस है जो हमने देखें और पहले नोट किया है NMOS लॉजिक इनवर्टर डिस्कशन में पिंच ऑफ तब होता है जब VDS इक्वल टू VGS माइनस VT है यहां हमें NMOS के लिए याद है तो जब VDS ग्रेटर दैन VGS माइनस VTहोगा तो वह सैचुरेशन रीज़न होगा तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जब हम इसे मैप करते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग वोल्टेजस को तो यह होता है Vo t VDS है और VGS आपका Vi है और 2 वोल्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जो हमने कंसीडर किया है NMOS और PMOS के लिए तो जब Vo ग्रेटर दैन Vi माइनस 2 है तो T1 के लिए सैचुरेशन होता है Vo इक्वल टू Vi माइनस 2 यह वाला लाइन है और Vo ग्रेटर दैन Vi माइनस 2 यह वाला जोन है तो इस जोन में हम देखते हैं किT1 सैचुरेशन में है और यदि हम T2 के बारे में देखते हैं तो वह भी सैचुरेशन में है सिमिलर चीज है जो कि PMOS में अप्लाई किया गया है तो Vo लेस दैन Vi प्लस 2 वह सैचुरेशन में रहेगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज के पॉइंट तक तो यह केस रहेगा जहां T2 सैचुरेशन में रहेगा तो दोनों ही T1 और T2 सैचुरेशन में रहेंगे इस जोन में और जो बाकी के जोनस है उसे इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं T1 सैचुरेशन में पर T2 सैचुरेशन में नहीं है T2 सैचुरेशन में पर T1 सैचुरेशन में नहीं है यह दूसरे दो केसेस है तो जब T1 और T2 दोनों सैचुरेशन में है तो हम वह इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो पहले दिखाया था तो हमें एक यूनिक सलूशन मिलेगा वोल्टेज के लिए जब दोनों सैचुरेशन में है और अगर आप यह पार्टिकुलर वैल्यू यूज़ करें तो हमें ट्रांसिस्टर पैरामीटर के लिए 5 वोल्ट मिलता है जिसे हम kp और kn कहते हैं दोनों ही सेम है जिसका मतलब कि इस पर्टिकुलर 5 वोल्ट पर अब्रप्ट जंप है इनवर्टर कैरेक्टरस्टिक्स में एक्चुअल प्रैक्टिस में वह थोड़ा सा टेपर्ड रहेगा वह ऐसे अब्रप्ट जंप नहीं रहेगा तो इस तरीके से CMOS ट्रांसफर कैरेक्टरस्टिक काम करता है और हम VIL VOH को डिफाइन कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर इस पर्टिकुलर केस के लिए VIL को हम 2 वोल्ट कंसीडर कर सकते हैं या उससे थोड़ा सा ज्यादा उसी तरीके से VIH को आप देख सकते हैं वह रिलेटिवली ज्यादा है जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए तो 6 वोल्ट से ज्यादा है VIH इस पर्टिकुलर केस के लिए और यह हमें कंसीडर करना है तो यह चीज है जो होता है इस पर्टिकुलर वैल्यूस के लिए जो हमने कंसीडर किए हैं और उसी तरीके से मैन्युफैक्चरर हमें बताता है अलग अलग सप्लाई वोल्टेजस जैसे कि आप जानते हैं कि CMOS सप्लाई वोल्टेज के काफी ज्यादा रेंज में काम करता है उसका रेंज 3 से लेकर 18 वोल्ट तक है जबकि TTL बेस्ड लॉजिक गेट का 5 वोल्ट के आसपास है तो एक उदाहरण लेते हैं 5 वोल्ट के सप्लाई का उससे जो पैरामीटर्स हमें मिलते हैं उनके वैल्यूस देखेंगे तो सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट है तो VIH का वैल्यू 35 वोल्ट कंसीडर करते हैं अगर सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट हो तो VIH का वैल्यू 7 वोल्ट कंसीडर होगा तो जो दूसरे रीजन में हम एंटर कर रहे हैं जो कि हमारा पांचवा रीजन है वहां पर 8 वोल्ट वाला केस है और वहां पर VIL का वैल्यू 15 वोल्ट कंसीडर करते हैं VSS5 वोल्ट है और VOH भी 5 वोल्ट के आसपास है जब VT इक्वल टू 15 वोल्ट है यदि हम पीछे जाए तो उसका जो करेस्पॉन्डिंग VOHवह 10 वोल्ट है तो वह ऑल मोस्ट 499 वोल्ट कंसीडर किया है और उसका करेस्पॉन्डिंग VT 15 वोल्ट है यह सारी चीजें हैं जो हम पिछले डायग्राम से कंपेयर कर सकते हैं VSS and VT के अलग वैल्यू के लिए जो मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन से आता है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर नोट करनी है वह है करंट लेवल करंट लेवल काफी छोटा है इनपुट करंट 10 पीको एंपियर और 10 पीको एंपियर है तो बेसिकली 2 केसेस है जब वह हाई या लो है और उसका जो करेस्पॉन्डिंग मीनिंग है वह हम समझ सकते हैं कि यह कि वह अंदर जा रहा है जो पॉजिटिव है और जो बाहर जा रहा है वह नेगेटिव है उसी तरीके से IOH और IOLअमाउंट ऑफ़ करंट है जो वह डिलीवर कर सकता है या फिर सिंक कर सकता है तो यह दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसका हमें ध्यान रखना है और अकॉर्डिंग्ली नॉइस मार्जिन कैलकुलेट calculateकरते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला से और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्पीड जो कि प्रोपेगेशन डिले है आउटपुट के लिए जो हाई से लो जाता है या लो से हाय जाता है जो हम देख सकते हैं कि वह रिलेटिवली ज्यादा है TTL के कंपैरिजन में यदि सप्लाई वोल्टेज बढ़ता है तो स्पीड ज्यादा होता है तो वह एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है फैन आउट लिमिटेड नहीं है करंट से जो वह डिलीवर कर सकता है जैसे हमने TTL के केस में देखा पर वह लिमिटेड है अमाउंट ऑफ़ प्रोपेगेशन डिले से जो वह हैंडल कर सकता है स्टैटिक पावर कंजप्शन काफी लो है जो कि एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरस्टिक्स है और डायनामिक पावर कंजंक्शन जैसे आप जानते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है जिसका एक पार्ट हाफ CV स्क्वेयर है चार्जिंग के दौरान और डिसचार्जिंग के दौरान वैसे ही सिमिलर पावर कंजप्शन है हाफ CV स्क्वेयर का तो साथ में वह C V स्क्वेयर है जो आप देख सकते हैं और काफी बार वह चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है 1 सेकंड के अंदर जोकि दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन से तो साथ में वह हमें डायनेमिक पावर कंजप्शन देता है इसलिए क्योंकि आउटपुट कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है और यह पावर कंज्यूम हो रहा है ट्रांसीशन पीरियड के वक्त वह थोड़ा सा वक्त जहां दोनों ही एक्टिव है तो क्योंकि वह काफी ऍब्रप्ट् है तो हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं तो वह गाइडेड है इस पावर से जो आप यहां देख रहे हैं और हाई फ्रीक्वेंसी से वह मिली व्हाट के रेंज में आ जाता है और वह TTL से कंपैटिबल हो जाता है इसका हमें नोट करना है तो अब हम इस चीज पर जाते हैं यह एक बहुत ही बढ़िया चीज है MOS बेस्ड गेट के बारे में तो जब हम NAND गेट या NOR गेट का डेवलपमेंट देखते हैं या फिर कॉन्बिनेशनल लॉजिक को देखते हैं तो हमें रेजिस्टिव एलिमेंट्स या दूसरी सारी चीजों की जरूरत नहीं है जो कि BJT बेस्ड सर्किट डेवलपमेंट में मौजूद था तो NAND गेट डेवलपमेंटमें CMOS के लिए हर एक NMOS के लिए हमें एक करेस्पॉन्डिंग PMOS की जरूरत है CMOS सर्किट का एडवांटेज लेने के लिए तो NAND गेट डेवलपमेंटमें हमारे पास दो NMOS है सीरीज में और करेस्पॉन्डिंग दो PMOS है पैरेलल में तो कोई भी एक लो रहा तो क्या हो रहा है तो VA 0 है तो यह सीरीज में है तो यह पात नहीं रहेगा वह ब्लॉक है तो यह ब्लॉक है इससे और जब यह 0 है तो उस वक्त करेस्पॉन्डिंग VB तो यह 0 है मतलब यह PMOS ऑन है तो आउटपुट मिल रहा है वह हाई है अगर कोई भी एक 0 रहा तो तो एक पैरलल पात यहां पर है आउटपुट पर जो वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करता है पावर सप्लाई और सीरीज में कोई भी एक इसे ब्लॉक करता है तो यह होता है जब दोनों ही 0 हो या दोनों ही 1 हो तो यह 1 है और यह 1 हाई है तो यह ऑन है यह ऑन है यह ऑफ है और यह भी ऑफ है तो इस तरीके से PMOS काम करता है तो यह कनेक्टेड है और यह ग्राउंड के लिए अवेलेबल है यहां पर लॉजिक लो वोल्टेज अवेलेबल है तो इस तरीके से NAND काम करता है NOR सिमिलर है तो अब यह दोनों पैरलल में रहेगा और PMOS सीरीज में रहेगा इसे एक्सटेंड करके हम काफी सारे कांबिनेशनल लॉजिक डेवलप कर सकते हैं अलग अलग कॉन्बिनेशन से तो यह कुछ ऐसा है जिससे ड्राइंग थोड़ा सा आसान हो जाता है तो बबल की मौजूदगी यहां पर PMOS को सिग्नीफाई करता है तो यह PMOS का सिंबल है उस फैशन में और यह NMOS का सिंबल है उसके एप्सनस में तो यह दोनों पैरेलल में है और यह दोनों सीरीज में है एक दूसरे के साथ इसे अगर पूरी तरीके से देखें तो क्या चीज B और C को करेस्पॉन्डकरता है PMOS मैं तो जो पैरलल में है वह A है तो इस तरीके से कॉन्बिनेशन फॉर्म किए गए हैं और यह पर्टिकुलर कंबीनेशन यह B प्लस C AND A है और वहां वह इनवर्टर है इस तरीके से आपको लॉजिक और ऐसे काफी सारे कांबिनेशनल लॉजिक डिवेलप करते आएगा थोड़े सिंपल इंटरकनेक्शन से जो कि काफी आसान है दूसरे लॉजिक फैमिली से जो हमने डिस्कस किए उसके कंपैरिजन में तो इसे अभी थोड़ा आगे लेकर जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं वह एक सर्किट है जहां NMOS सीरीज में है दो PMOS के साथ और यह पैरलल में नहीं है यदि वह पैरलल में हो तो तो वह NAND लॉजिक बनता दूसरी चीज जो आप यहां देख सकते हैं वह की इनपुट पर उनके बीच में एक इनवर्टर मौजूद है तो असल में वह क्या करता है तो इनवर्टर पर यह इनपुट EN 1 है तो यह NMOS ऑन है और यह इनवर्टर मतलब यह लो है अगर यह हाई है यह लो है यह लो मतलब PMOS ऑन है उस वक्त पर तो उस वक्त आउटपुट पूरी तरीके से इनपुट पर डिपेंड रहेगा तो जब EN हाई है तो यह ऑन है यह भी ऑन है और आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है यदि इनवर्टर लॉजिक रहा तो इसका मतलब वहां पर इंवर्जन होगा तो A के होने से या ना होने से आउटपुट नाही हाई ना लो ना ही वह ड्राइव कर सकते हो ना ही सिंक कर सकते हो वह पॉसिबल नहींहै तो ऐसे कंडीशन को हम ट्राईस्टेटड कंडीशन कहते हैं जहां पर ना ही हाई है ना लो है और वह इलेक्ट्रिकली काफी हाई इंपेडेंस ऑफर करता है तो ऐसी ही चीज हो सकता है अगर हमारे पास एक सर्किट है इस तरीके का और उसका प्रीवियस स्टेज अनेबल बार प्लस A जिसका मतलब एनेबल कंप्लीमेंटेड OR A और NMOS को अनेबल AND A दिया गया है तो हम देखते हैं कि जब एनेबल 0 है तो यह 0 है और यह 1 है तो आउटपुट पर यह हाई रहेगा और यह लो रहेगा तो वह इंश्योर करेगा कि दोनों ही ऑफ है तो आउटपुट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहता है जो हाई इंपेडेंस ऑफर करता है और जब इनेबल हाई रहता है तो A आउटपुट डिसाइड करता है A ऐसे काफी सारी चीजें हो सकती है पिछले स्टेज का तो यह सारे ट्राईस्टेटड कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग CMOS है और यह ओपन ड्रेन है तो ओपन ड्रेन कैसे काम करता है वह ओपन कलेक्टर के समान ही है तो जो इशू यहां है वह है कि यह PMOS को जब मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करती हूं पुल अप रेजिस्टेंस तो एक प्रोटेक्टिव डायोड protective diodeहै जो कि इस पर्टिकुलर केस पर यूज किया गया है CMOS सर्किट में यह प्रोटेक्टिव डायोड इनपुट स्टेज में है सर्ज अवॉइड करने के लिए क्योंकि स्टैटिक वोल्टेज काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है CMOS बेस्ड सर्किटbased circui में और यह दूसरा स्टेज है और जब यह कनेक्टेड है किसी दूसरे सर्किट से तो वायर्ड AND मिलता है तो यह साथ में लॉजिक वायर्ड AND प्रोवाइड करता है ओपन कलेक्टर के समान यह चीज है जो हमें ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आखिर में अपने डिस्कशन के लास्ट पार्ट में CMOS सर्किटस है TTL सर्किट है तो ऐसे केसेस जहां पर लेस पावर कंजप्शन ज्यादा पैकेजिंग डेंसिटी चाहिए तो हम CMOS को प्रेफर करते हैं और ज्यादा स्पीड और उसके एसोसिएटेड बेनिफिट चाहिए तो हम TTL के बारे में सोचते हैं और हम इन दोनों पार्ट को कनेक्ट करते हैं अगर हमें दोनों ही बेनिफिट्स की जरूरत हो तो तो हमें CMOS TTL के इंटरफ़ेस की जरूरत पड़ेगी तो CMOS TTL इंटरफ़ेस के लिए जब दोनों 5 वोल्ट का सप्लाई ले रहे हैं उनके करेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स इनपुट के लिए VIH VIL IOH और बाकी सारी चीजें है तो यह चीज मैंने ट्रांसफर कैरेक्टरस्टिक से लिया है जो हमने पहले डिस्कस किया था और TTL के लिए मैंने पिछले लेक्चर से लिया हुआ है तो यह दो कॉलम है जहां पर यह अलग अलग पैरामीटर्स को रखे गए हैं तो TTL CMOS को ड्राइव करता है तो जब हम कंपेयर करते हैं हमें यह पता चलता है की करंट लेवल का कोई भी इशू नहीं है इसलिए क्योंकि CMOS का करंट का रेंज पीको एंपियर है और उसके वोल्टेज लेवल्स भी ठीक है केवल एक केस जहां पर VOH का रेंज 26 वोल्ट था अपने पिछले डिस्कशन में तो यहां पर लोडिंग से वह 24 वोल्ट तक जा सकता है यह आपका VOH है मतलब आउटपुट हाई है पर इनपुट वोल्टेज जो की जरूरत है CMOS के लिए ताकि इनपुट को हाय कंसीडर कर सके वह 35 वोल्ट है 5 वोल्ट के केस के लिए और10 वोल्ट के केस के लिए वह रेंज 75 8 वोल्ट है तो हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों को सेम पावर सप्लाई 5 वोल्ट की जरूरत है कंपैटिबिलिटी के लिए तो 5 वोल्ट है जो हम यहां कंसीडर कर रहे हैं तो यह ज्यादा है तो यही है जो प्रॉब्लम है बाकी कोई इशू नहीं है CMOS लोड को TTL से कनेक्ट करने में और इसके लिए लोग क्या करते हैं ताकि हम इसे ओवरकम कर सकें इसे ओवरकम करने के लिए हम TTL आउटपुट स्टेज पर लगा सकते हैं तो एक सेपरेट एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टेंस लगाएंगे जो आप देख रहे हैं जो कि वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है नॉर्मल TTL केसस के वैल्यू के कंपैरिजन में तो वोल्टेज रहेगा VCC माइनस जो भी IR ड्रॉप है वोल्टेज ड्रॉप जो यहां हो रहा है जोकि रिक्वायर्ड 35 वोल्ट से ज्यादा होगा और ऐसा दिखता है कि यह रेजिस्टेंस को 35 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मिलता है तो रेजिस्टेंस जिसका रेंज 2 6 किलो ओम है वह चल जाएगा तो यह है जिसकी जरूरत है जब CMOS TTL को ड्राइव करता है तो TTL लोड साइड है यदि हम फिर से वोल्टेज लेवल्स को कंपेयर करें तो हमें यह पता चलता है कि वोल्टेज लेवल्स का कोई भी यीशु नहीं है तो यीशु यह है कि जो करंट वह सिंक कर पाता है यानी कि इस केस में वह IOL CMOS है तो 04 यह करंट है जो वह सिंक कर सकता है तो वह सिंक कर रहा है तो इसलिए उसे पॉजिटिव लिया गया है IIL वह है जब इनपुट लॉजिक लो पर है और जो करंट बाहर आ रहा है CMOS के इनपुट ट्रांजिस्टर में से वह 16 मिली एंपियर है तो यह काफी ज्यादा है तो इसे सिर्फ कनेक्ट करोगे तो यह प्रॉब्लम देगा तो उसे ओवरकम करने के लिए जो हम CMOS बफर का इस्तेमाल करते हैं CMOS गेट के बाद एक दूसरा CMOS गेट रखते हैं प्रॉपर डाइमेंशंस के साथ ज्यादा एरिया रहेगा जो इनेबल करता है काफी करंट को सिंक करने के लिए तो जो स्टैंडर्ड IC बनाए हैं मैन्युफैक्चरर्स ने जैसे कि टैक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे सारे तो उसमें ऐसे देखा गया है कि जो करंट सिंक कर सकते हैं उसका रेंज 4 मिली एंपियर है जो दो स्टैंडर्ड TTL ले सकता है यदि TTL लो पावर्ड हो तो थोड़े ज्यादा ऐसे गेटस को कनेक्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से इंटरफ़ेस करना है और जो इश्यूज मैंने बताए हैं वह ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स या गेट पैरामीटर इन दो केसस को कंपेयर करने पर आ रहा है जो रिफरेंसस है वह ज्यादातर पहले वाले में से लिया गया है और कुछ टेक्निकल डाक्यूमेंट्स में से लिया गया है सारांश लेते हुए हमने देखा कि NMOS इनवर्टरस का इस्तेमाल कर सकते हैं पर NMOS रजिस्टेंस को प्रिफर किया जाता है कम स्पेस के लिए और CMOS इनवर्टरस यूज़फुल है इस तरीके से की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फास्ट है और उसमें कोई स्टैटिक पावर कन्ज़म्प्शन् नहीं है यदि आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिकस देखे तो 5 जोनस है जो निर्भर है दोनों ट्रांसिस्टर केऑपरेटिंग कंडीशन पर कि क्या वह कंडक्ट कर रहा है या नहीं यदि कंडक्ट कर रहा हो तो क्या वह लीनियर रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है फैन आउट अमाउंट ऑफ़ करंट से लिमिटेड नहीं है पर प्रोपेगेशन डिले का अमाउंट हम टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें कनेक्टड है काफी सारे कैपेसिटेंसस पैरॅलल् में आएंगे डायनामिक पावर डिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है और हाई फ्रीक्वेंसी में वह थोड़ा सा TTL कंपैरेबल बन जाता है वह ट्राइस्टेट और ओपन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है TTL और CMOS गेटस सारे काउंटस में नहीं पर कुछ काउंटस में इनकम्पेटिबल है और इसका ध्यान रख सकते हैं जब TTL और CMOS गेटस को जब एक दूसरे के साथ इंटरफ़ेस करते हैं तो इसी के साथ हम पहले हफ्ते के अंत पर आ गए हैं पहले मॉड्यूल के भी अंत पर आ गए हैं टाइम फ्लैग और बाकी सारी चीजें हमने देखे हैं जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन के लिए और रेफरेंस के लिए हम दूसरे एडिशनल या सप्लीमेंट्री मेटीरियल रेफर कर सकते हैं धन्यवाद